पॉवर एंड एनर्जी इन कैपेसिटर अब मैं एक संधारित्र में शक्ति और ऊर्जा पर विचार करूंगा हमेशा की तरह हम उपयुक्त निष्क्रिय संकेत सम्मेलन में वोल्टेज और करंट I लेते हैं फिर किसी भी दो टर्मिनल तत्व की तरह ही शक्ति वोल्टेज और करंट का उत्पाद है लेकिन निश्चित रूप से विशेषताएँ जहाँ संधारित्र एक है कि यह इस संबंध को लागू करता है I CVdVdt करंट और वोल्टेज के बीच वोल्टेज का बेशक हमें ICVdVdt देने के लिए इस करंट को इस अभिव्यक्ति में बदलना होगा सबसे पहले यह अभिव्यक्ति एक प्रतिरोधी के लिए उससे थोड़ी अधिक जटिल लगती है लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संधारित्र को दी जाने वाली शक्ति है और यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है क्योंकि आइए हम कुछ वोल्टेज तरंग रूप और वोल्टेज पर विचार करें समय बनाम इस तरह से बदल सकता है स्पष्ट रूप से यहां वोल्टेज सकारात्मक है और इसका व्युत्पन्न सकारात्मक है इसका मतलब है कि यहां ऊपरी प्लेट पर सकारात्मक वोल्टेज है और सकारात्मक चार्ज है और यह समय के साथ बढ़ रहा है तो करंट को ऊपरी टर्मिनल में प्रवाहित करना होता है तो करंट भी सकारात्मक है तो स्पष्ट रूप से यहां यह उत्पाद सकारात्मक है और संधारित्र शक्ति को अवशोषित करता है दूसरी तरफ यह भी संभव है कि कल्पना करें कि वोल्टेज वह करता है जहां वोल्टेज सकारात्मक होता है लेकिन इसका समय व्युत्पन्न नकारात्मक होता है यहां यह उत्पाद नकारात्मक होगा और संधारित्र शक्ति प्रदान करेगा यह नकारात्मक शक्ति को अवशोषित कर रहा है तो हम उस तरह से जारी रखते हैं जहां वी नकारात्मक है और जहां समय व्युत्पन्न भी नकारात्मक है तो उत्पाद सकारात्मक है और इस मामले में फिर से संधारित्र शक्ति को अवशोषित करता है और अंत में हम वह कर सकते हैं जहां V नकारात्मक है जबकि व्युत्पन्न सकारात्मक है क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है और संधारित्र शक्ति प्रदान कर रहा है तो यह संभव है क्योंकि वोल्टेज मान और इसकी परिवर्तन की दर के आधार पर हमारे पास संधारित्र हो सकता है या तो शक्ति को अवशोषित या वितरित कर सकता है तो यहाँ यह यहाँ शक्ति को अवशोषित करता है यह शक्ति प्रदान करता है और यहाँ फिर से जहाँ मैंने तरंग रूप का हरा भाग दिखाया है यह शक्ति को अवशोषित करता है और इस भाग में यह शक्ति प्रदान करता है तो यह सब सोच संभव है अब यदि संधारित्र को दी जाने वाली शक्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है तो आप कैसे बता सकते हैं कि संधारित्र निष्क्रिय तत्व है या नहीं इसके लिए हमने संधारित्र को दी गई ऊर्जा को निश्चित रूप से माना है यह p का अभिन्न अंग है जो अभिन्न है VI dt का और आइए हम कल्पना करें कि संधारित्र के पार वोल्टेज संधारित्र के पार वोल्टेज 0 से कुछ मान Vc में 0 से t1 में बदल जाता है तो क्षैतिज अक्ष समय अक्ष है और हम वितरित शक्ति को खोजना चाहते हैं इस अंतराल 0 से t1 में संधारित्र के लिए तो हमें इस अभिन्न को 0 से t1 तक ले जाना है यह 0 से t1 CVdvdt के अलावा और कुछ नहीं है यह बहुत जटिल था V में ही किसी प्रकार की भिन्नता है जिसे हमने निर्दिष्ट नहीं किया था कि इसका समय व्युत्पन्न जटिल दिखता है और अंत में इसका अभिन्न अंग हमने कैसे मूल्यांकन किया लेकिन यह बहुत सरल निकला और यह किसी पर निर्भर नहीं करता है तरंग रूप का विवरण आपको पता चलता है कि जैसा कि VdVdt कुछ भी नहीं है लेकिन यह V2 के समय व्युत्पन्न से संबंधित कुछ है V2 का समय व्युत्पन्न 2VdVdt है तो यह हिस्सा 05×2VdVdt है तो मूल रूप से संधारित्र को दी गई ऊर्जा कुछ भी नहीं है लेकिन सी को यहां से दो से विभाजित किया गया है जो कि V2 के समय व्युत्पन्न का समय अभिन्न है हमारे पास V2 का समय व्युत्पन्न है और हमने समय के संबंध में एकीकृत किया है तो जाहिर है हम इस फ़ंक्शन को 0 से t1 तक उचित सीमा से अधिक V2 प्राप्त करते हैं तो जिसका अर्थ है कि वोल्टेज एक समय अंतराल 0 से t1 तक जाता है वोल्टेज 0 से Vc तक जाता है और इस प्रकार हमें अंत में देता है इस अंतराल पर संधारित्र को दी गई ऊर्जा के लिए व्यंजक जो कि ½CVc2 है इसलिए यदि आपके पास 0 वोल्ट से शुरू होने वाला संधारित्र है और आपने इसके वोल्टेज को 0 से वोल्टेज Vc में बदल दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरंग रूप का उपयोग किया जाता है कैपेसिटर को दी गई कुल ऊर्जा में CVc2 है अब निश्चित रूप से यह देता है आप संधारित्र ऊर्जा के लिए सूत्र है जब इसका वोल्टेज Vc है क्योंकि यदि संधारित्र वोल्टेज Vc है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसे 0 से Vc तक ले जाया जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे लिया है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं कि आपने संधारित्र को ½CV2c की ऊर्जा वितरित की है और यह ऊर्जा ½CVc2 संधारित्र में जमा हो जाएगी क्योंकि यदि आप अब इसे 0 पर वापस ले जाते हैं तो मैंने आपको अभी जो दिखाया है वह संधारित्र में ऊर्जा है यहाँ पर देता है उसके बाद संधारित्र वोल्टेज इस तरह 0 पर चला जाता है और हम जानते हैं कि इस अंतराल में जब वोल्टेज सकारात्मक होता है और समय व्युत्पन्न होता है तो यह शक्ति प्रदान करता है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि मूल रूप से यहां ऊर्जा फिर से 0 होगी यह शुरू होता है 0 ऊर्जा के साथ और यह ½CVc2 में चला जाता है और यह 0 पर आ जाता है तो यह ऊर्जा जो आपने इस ½CVc2 को दी है वह कहीं नहीं जाती है इसलिए चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान आपने संधारित्र को ऊर्जा पहुंचाई और डिस्चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान जैसे ही वोल्टेज e C से 0 तक गिर जाता है आप उस सारी ऊर्जा को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं जो इतनी ऊर्जा प्रदान करती है तो एक संधारित्र भंडार ऊर्जा को रेसिस्टर के विपरीत उस ऊर्जा को नष्ट कर देता है जो इसे वितरित किया जाता है लेकिन 1 बात यह है कि संधारित्र को दी गई शुद्ध ऊर्जा हमेशा सकारात्मक होती है क्या आप मानते हैं कि एक संधारित्र 0 वोल्ट से शुरू होता है इसमें 0 ऊर्जा होती है और उसके बाद आप वोल्टेज को किसी भी तरह से बदलते हैं और इसे कुछ वोल्टेज Vc तक ले जाते हैं इसे दी जाने वाली ऊर्जा ½CVc2 होगी क्योंकि वर्ग अवधि के कारण यह मात्रा सकारात्मक होगी इसका मतलब है कि एक सकारात्मक ऊर्जा वितरित की जाती है संधारित्र इसलिए एक बार संधारित्र को कुछ वोल्टेज के लिए चार्ज किया जाता है तो आप संधारित्र को शेष सर्किट में ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं लेकिन 0 वोल्ट से शुरू होने पर एक संधारित्र हमेशा ऊर्जा को अवशोषित करता है एक संधारित्र भी एक निष्क्रिय तत्व होता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा था कि आप इसे एक निश्चित वोल्टेज पर चार्ज कर सकते हैं जिसे हम देखते हैं और फिर संधारित्र ने शेष सर्किट को ऊर्जा प्रदान की है या मूल रूप से संधारित्र नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है लेकिन यह प्रारंभिक बिंदु प्राप्त करने के लिए आपको देखने के लिए निर्वहन था ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए इसलिए यदि आप संधारित्र द्वारा अवशोषित शुद्ध ऊर्जा लेते हैं तो यह सकारात्मक होगा तो संधारित्र ऊर्जा को अवशोषित करता है और यह निष्क्रिय है बेशक यह एक संधारित्र का उपयोगी अनुप्रयोग है जिसे आप इसे निश्चित वोल्टेज पर चार्ज कर सकते हैं और इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं जो कि कई अनुप्रयोगों में एक संधारित्र का उपयोग किया जाता है तो सारांश यह है कि संधारित्र ऊर्जा को अवशोषित करता है और एक वोल्टेज Vc पर एक संधारित्र भी होता है जब एक संधारित्र में एक वोल्टेज Vc होता है इसमें ऊर्जा संग्रहीत होती है जो कि ½CVc2यह स्पष्ट है आइए हम एक त्वरित संख्यात्मक उदाहरण लेते हैं मेरे पास एक संधारित्र C है फिर वोल्टेज V और एक करंट है जो मुझे संधारित्र वेव फॉर्म को परिभाषित करने देता है मान लें कि यह t 0 के लिए 0 है तो यह 10 माइक्रो सेकंड के अंतराल पर 5 वोल्ट तक बढ़ जाता है और मुझे लगता है कि यह एक सीधी रेखा में बढ़ेगा और फिर यह 5 वोल्ट पर स्थिर रहता है और मान लें कि संधारित्र का मान 10 नैनो फैराड है अब मैं संधारित्र के माध्यम से करंट को प्लॉट करूंगा जो हम जानते हैं कि t से पहले 0 के बराबर वोल्टेज स्थिर होता है तो करंट 0 है और लगभग t 10 माइक्रो सेकेंड के बराबर है वोल्टेज फिर से स्थिर है तो करंट फिर से 0 है लेकिन इन दो अंतरालों के बीच जो करंट CdVdt है वह 10 नैनो फैराड गुणा 5 वोल्ट को 10 माइक्रो सेकंड से विभाजित करने पर 5 मिली amp होगा इसलिए इस अंतराल पर क्योंकि मैंने वोल्टेज में एक सीधी रेखा भिन्नता मान ली है हमारे पास 5 मिली amp की निरंतर धारा है अन्यथा यह 0 है अब हम इससे क्या गणना कर सकते हैं सबसे पहले हम उस शक्ति की गणना कर सकते हैं जो वोल्टेज और करंट के उत्पाद के अलावा और कुछ नहीं है तो t के बराबर 0 से पहले वोल्टेज और करंट दोनों 0 हैं तो शक्ति 0 है और t के बराबर 10 माइक्रो सेकंड के बाद वोल्टेज 5 वोल्ट करंट 0 है तो शक्ति फिर से 0 है और इन अंतरालों के बीच में हमारे पास एक सीधा है इस तरह की रेखा को एक स्थिरांक से गुणा किया जाता है तो यह एक समान सीधी रेखा है जो मान t बराबर 10 माइक्रो सेकेंड पर यहां पहुंचता है इस मान का उत्पाद 5 वोल्ट और यह मान 5 मिली एएमपीएस है तो यह 25 मिली वोल्ट है यह 5 मिली amp समय 5 वोल्ट है तो इस प्रकार संधारित्र में देखी गई संधारित्र शक्ति में समय के साथ परिवर्तन होता है अब संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा क्या है संधारित्र में किसी भी बिंदु पर संग्रहीत ऊर्जा उस बिंदु तक शक्ति वक्र को एकीकृत करके प्राप्त की जा सकती है तो मान लीजिए कि हम इस विशेष बिंदु को लेते हैं फिर हमें निश्चित रूप से इस क्षेत्र की गणना करनी होगी हमें इसे इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि यदि संधारित्र वोल्टेज निश्चित मूल्य हम ऊर्जा देखते हैं तो इसमें संग्रहीत ऊर्जा ½CVc2 होगी हमने 0 वोल्ट से शुरू किया तो यह V C को जाता है संधारित्र द्वारा देखी गई ऊर्जा भी वही चीज है तो इस बिंदु तक अवशोषित ऊर्जा t 10 माइक्रो सेकेंड के बराबर होती है या समकक्ष रूप से t पर संग्रहीत ऊर्जा 10 माइक्रो सेकेंड के बराबर होती है ½CVc2 जहां मुझे 10 माइक्रो सेकेंड पर संधारित्र वोल्टेज का मान लेना होता है आधा 10 नैनो फैराड 5 वोल्ट वर्ग मूल रूप से हम यहां इस बिंदु को देख रहे हैं जो 125 नैनो जूल है बेशक यदि आप इस वक्र को एकीकृत करने में कोई परेशानी उठाते हैं तो आपको बिल्कुल वही वॉल्यूम मिलेगा इसलिए मैंने जो कारण दिखाया वह सिर्फ एक उदाहरण गणना के रूप में है जिसमें संधारित्र में शक्ति और ऊर्जा शामिल है अब ऊर्जा बहुत आसान है आप संधारित्र में वोल्टेज जानते हैं आप संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा को जानते हैं हां शायद संधारित्र में शक्ति की गणना करने के लिए कम सामान्य है लेकिन यह d1 हो सकता है जैसा मैंने यहां दिखाया और दूसरा कारण मैंने यह भी दिखाया है कि मुझे लगता है कि बहुत से छात्र तरंग रूप या इसके उपयोग की जाने वाली राशि को चित्रित करने में सहज नहीं हैं लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से पाता हूं कि सर्किट पर अंतर्ज्ञान प्राप्त करने वाली तरंग रूप बहुत अच्छी तरंग है वे सटीक गणना के लिए नहीं हैं कि आप कैलकुलेटर या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं लेकिन यह समझने के लिए कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं तरंग रूपों को आकर्षित करना बहुत अच्छा है और जिस तरह के उदाहरण मैंने यहां हल किए हैं और जिस तरह की समस्याएं असाइनमेंट में हैं जहां की तरंग रैखिक है करना बहुत आसान है इसलिए मैं आपको कम से कम कुछ मामलों में सर्किट में क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगाने के लिए तरंग रूपों को बनाने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं इसलिए विशेष रूप से संधारित्र जैसी चीजें जहां समय व्युत्पन्न तस्वीर में प्रवेश करता है आप हमेशा चीजों की सटीक गणना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन आप V और V के समय व्युत्पन्न को खींचते समय भिन्नता की भावना प्राप्त कर सकते हैं